Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 31 First order circuits Contd Refer Slide Time 0018 तो अगला चित्र 17 में दिखाए गए सर्किट में है प्रेरक L1 और L2 में प्रारंभिक धाराएं नहीं दिखाए गए स्रोतों द्वारा स्थापित की गई हैं मान लीजिए कि कुछ स्रोत हैं सर्किट हम बाद में दिखायेगे तो कुछ स्रोत हैं और इंडक्टर्स में प्रारंभिक धाराओं में 2 इंडक्टर्स समानांतर में हैं और इसे स्थापित किया गया है तो स्विच t 0 पर खोला जाता है और t 0 के लिए iL1 iL2 और I L3 निर्धारित करें कैपेसिटर केस के लिए एक बार 2 कॉइल समस्या के साथ RC सर्किट जहां 2 कैपेसिटर श्रृंखला में थे लेकिन इस मामले में एक समान प्रकार की समस्या तब ली जाती है जब 2 इंडक्टर्स समानांतर में होते हैं यहां भी एक ही मामला क्यों लिया गया है और अंत में यदि कोई कठिनाई है तो मंच है वहां हम सभी उत्तर दे रहे हैं तो यह बहुत ही दिलचस्प समस्या है और बस सर्किट को देखें Refer Slide Time 0116 वर्तमान iL1 iL2 की सभी दिशा और यह एक और i3 है और प्रेरक के माध्यम से प्रारंभिक धारा दी गई है 8 एम्पीयर और 4 एम्पीयर उस सर्किट में यह भी अंकित होता है यह 8 एम्पीयर है और यह 4 एम्पीयर है और यह प्रेरक 5 हेनरी है यह 20 हेनरी है और समस्या में यह कहा जाता है कि इसमें दिखाए गए सर्किट में प्रारंभिक धाराएँ L1 और L2 स्रोतों द्वारा स्थापित की गई हैं कोई आवश्यकता नहीं दिखाई गई है वास्तव में हम यह मान लेते हैं कि यह स्थापित हो गया था स्विच t 0 पर खुला है और t 0 के लिए iL1 iL2 और i L3 निर्धारित करना है यह t 0 के लिए iL1 t iL2 t और i3t है और स्विच t 0 पर खोला जाता है यानी इस समय स्विच खुल गया है अब इसे देखें तो 5 अगर देखें कि यह 5 हेनरी और 20 हेनरी समानांतर में हैं तो यह समकक्ष खोजने के लिए एक प्रतिरोधी की तरह है जिस तरह से हमने समकक्ष प्रतिरोध का पता लगाया है वहां भी समकक्ष इनडकटेंस का पता लगाना है Refer Slide Time 0222 तो 5 Ω हेनरी और 20 हेनरी इंडक्टर्स समानांतर में हैं इसलिए Leq 4 हेनरी तो यह बहुत आसान है अब प्रारंभिक धारा कि 8 एम्पीयर और 4 एम्पीयर प्रेरक 1 और प्रेरक 2 यानी iL1 0 और iL2 0 के लिए दिया जाता है Refer Slide Time 0240 तो यहाँ यह iL1 0 8 एम्पीयर और iL2 0 4 एम्पीयर है इसलिए i Leq समतुल्य प्रेरक धारा iL1 0 iL2 यानी 12 एम्पीयर होगी तो यह वास्तव में इकाइयाँ हैं जो l L i Leq iL10 iL20 यानी 8 4 12 एम्पीयर दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो और समतुल्य जो कॉल इंडक्शन 4 हेनरी है समानांतर समतुल्य 4 हेनरी है और यह V ऐज vt है जिसे हमने कुछ बिंदु लिया है जिसे हमने vt लिया है और यह वर्तमान i3 है यदि देखे तो यह जो कि जैसे ही यह वास्तव में खुला है यह खुला है इसे खोलते ही हमने ये 2 समानांतर समतुल्य ले लिए हैं और यह करंट i3 है तो और यह 8 Ω प्रतिरोध है तो यह समतुल्य सर्किट है Refer Slide Time 0339 अब इस स्थिति में τ LeqR तो Leq 4 हेनरी और R 8 Ω तो 4 बटा 8 तो 05 सेकंड तो 05 सेकंड इसलिए i3 आम तौर पर हम i t I0 को घात tτ के रूप में जानते हैं तो यहाँ भी i3 t प्रारंभिक धारा इस धारा को आरंभ करने के लिए कि iLeq 0 12 एम्पीयर और τ हमें मिल गया है कि कहीं हमने थाई 35 सेकंड का उल्लेख किया है तो मूल रूप से हम इसे जानते हैं हम इसे जानते हैं यह i3 के लिए है लेकिन सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि i t I0 कहते हैं कैपिटल I0 या छोटा I0 इसलिए यह बात e t tτ है तो इस मामले में कि τ 05 सेकंड इसलिए यह 2 t आ रहा है और यह I0 वह संयुक्त प्रेरक हैं कि यह चीज प्रारंभिक धारा 12 एम्पीयर है वह भी हमने इसे 8 4 12 बना दिया है इसलिए यह शक्ति के लिए 12 e t है 2 t एम्पीयर इसे t 0 दिया गया है तो इसलिए i 3 के पार हमे इसे स्पष्ट करने दें इसलिए 8 Ω प्रतिरोध में i3 vt i3 t है क्योंकि यह i3 करंट 8 Ω प्रतिरोध से बह रहा है जो सर्किट में दिया गया है तो 8 i3 t अगर गुणीत यह i3 t को प्रतिस्थापित करेगा यहाँ i3 t को प्रतिस्थापित करें यदि गुणा करें तो यह 96 e t 2 t V होगा तो t 0 पर यहाँ t 0 पर रखें तो v0 96 V होगा तो इसका मतलब है यह एक अगर इस सर्किट में जाता है तो प्रारंभिक i 3 अर्थात् t 0 पर यह V ऐज होगी 90 या 96 V होगी Refer Slide Time 0535 तो अगला यह है कि अगला है कि जब हम लिख रहे हैं तो क्या हम जानते हैं कि iL1 t यानी vt सामान्य तौर पर vt L d id t प्रेरक 1 और प्रेरक 2 के लिए समान समानांतर प्रेरक 2 हैं तो जब इसे बनाते हैं हमारा मतलब है कि हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर v L di dt जिसे हम जानते हैं इसका मतलब है di di 1L फिर v dt यदि इसे इस तरह एकीकृत किया जाए तो सामान्य रूप से 1L यह v dt है तो यह हमारा i 3 v है और यह प्रेरक 1 के लिए है और यह L1 है यह सब कुछ ठीक है लेकिन इसके बाद iL1 0 वहाँ है क्योंकि प्रारंभिक धारा 4 एम्पीयर थी तो हमने यहाँ चिन्ह क्यों लिया है तो या यह एक प्रश्न है L संधारित्र के समान ही हमने यह प्रश्न रखा है तो आशा है कि इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हम जानेगे तो यह 1 या 2 चीजो मैं सिर्फ यह देखने के लिए छोड़ रहे है कि क्या सही उत्तर दे सकता है या सिर्फ फोरम में जवाब डाल सकते है उस समय हम देखेंगे अन्यथा हम तुरंत उत्तर देगे चिंता मत करो चिंता मत करो लेकिन बस छोड़ दो बस कुछ सोच रखो सब कुछ हम अपनी तरफ से सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं हम सब कुछ बताने की पूरी कोशिश कर रहे है लेकिन यह 1 या 2 है हम इसे उस पर छोड़ रहे है बस सोचो इसी तरह यह 8 एम्पीयर iL108 एम्पीयर का मान है इसलिए यह वास्तव में 16 96 e t 2 t एम्पीयर आ रहा है यह t के लिए है या 0 के बराबर है अगला इसी तरह वही प्रश्न था जब 2 कैपेसिटर श्रृंखला में थे Refer Slide Time 0740 इसी तरह iL2 भी यहाँ 5 हेनरी था L1 5 हेनरी था यहाँ यह 20 हेनरी है और यह 0 से t 96 e t 2 t dt है तो iL2 0 तो यहाँ भी चिन्ह है Refer Slide Time 0742 तो यह एक सवाल है कि ऐसा क्यों है तो अगर सभी डाल दें तो एकीकरण करें और सरल करें और iL2 0 प्रारंभिक शर्त रखें कि iL2 0 मुझे लगता है कि यह 4 एम्पीयर था इसे यहां 4 एम्पीयर रखें और iL2 t यह सरलीकरण प्राप्त करें ब्रैकेट में 1624 e t 2 t ब्रैकेट क्लोज एम्पीयर यह iL2 के लिए है समस्या बहुत सरल है लेकिन केवल एक चीज है कि iL1 और iL2 क्यों साइन यह करने के लिए एक सवाल है तो इसके बाद यह एक विशिष्ट समस्या है सब कुछ है और यह i 3 vt का अर्थ है जब भी हम इसे t 0 पर ले रहे हैं तो यह i 3 vt इसका मतलब है यह i 3 है जिसे हमने लिया है जब यह स्विच खोला जाता है तो यह हमारा vt है और यह वही i3 इस पर और इस पर प्रभावित है इसीलिए हमने जो iL12 और iL22 प्राप्त किया है और प्रारंभिक धारा दी गई है तो केवल एक चीज यह है कि i L क्यों iL1 0 और क्यों iL2 0 इस 2 व्यंजक में लिए गए हैं के लिए यह एक प्रश्न है तो अगला एक है कि इस मामले में एक और उदाहरण सर्किट में स्विच उदाहरण 7 सर्किट में स्विच I लंबे समय तक बंद रहेगा और t 0 पर स्विच खोला गया है I t के लिए t 0 पता लगाना है कि स्विच बंद था और लंबे समय से बंद है Refer Slide Time 0932 यदि यह स्विच लंबे समय तक बंद रहता है यानी यह स्विच बंद था स्विच बंद था और उस स्थिति में क्या होगा यदि स्विच लंबे समय तक बंद रहता है तो यह प्रेरक dc के रूप में व्यवहार करेगा क्योंकि यह एक dc स्रोत है यह शॉर्ट सर्किट के रूप में होगा ऐसे में क्या होगा यह प्रतिरोध मानो इस प्रतिरोध के माध्यम से धारा प्रवाहित होगी यह पूरी तरह से अलग हो जाएगी क्योंकि हम अभी बता रहे है कि वर्तमान प्रवाह इस तरह से प्रवाहित होगा क्योंकि यह स्विच काफी समय से बंद था तो dc के लिए जब लंबे समय तक स्विच बंद रहता है तो प्रेरक शॉर्ट सर्किट का कार्य करेगा जबकि कैपेसिटर ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा इन बातों को ध्यान में रखना होगा Refer Slide Time 1024 तो अगर ऐसा है तो बस देखें कि सर्किट कैसा है मुझे लगता है कि यहां हमने इसे बनाया होगा तो यह अगर ऐसा है तो यह समतुल्य सर्किट है यह बात नहीं होगी यह 7 Ω नहीं होगा क्योंकि यह प्रेरक शॉर्ट सर्किट है ताकि कोई करंट प्रवाहित न हो तो सर्किट इस तरह होगा तो यह 7 Ω नहीं होना चाहिए तो इसीलिए यह 4 V है और यहाँ कुछ धारा i 1 बह रही है i 1 बह रही है और यह 5 Ω और 2 Ω इस धारा में समानांतर में हैं यह है i t अब यह तो है कि वर्तमान i1 प्राप्त करने के लिए यह सरल DC सर्किट है यह सरल है Refer Slide Time 1055 वर्तमान i1 यह 5 Ω और 2 Ω प्राप्त करने के लिए वे श्रृंखला में इस 3 Ω के समानांतर हैं तो R समतुल्य होगा 35 2 बटा 52 यानी 310 बटा 7 Ω यह R समकक्ष है और इसलिए इसलिए i 1 इसलिए यह i 1 होगा यह समकक्ष एक के तो हम दूसरा सर्किट नहीं बना रहर है यह समझ में आता है इसलिए इसे 4 को 3 10 से 7 एम्पीयर से विभाजित किया जाएगा क्योंकि यह स्रोत 4 V है यह स्रोत 4 V है Refer Slide Time 1154 तो अगर यह है कि i 1 4 बटा 3 10 बटा 7 2831 एम्पीयर अब यह वर्तमान विभाजन i t होगा 5 बटा 5 2 i 1 अभी यह i 1 तो इसे जानते है i 1 को जानते है Refer Slide Time 1210 तो i t यह नहीं होगा i t कहने के संदर्भ में होगा यदि चाहें तो यह t को कहने का एक कार्य है तो यह वर्तमान विभाजन होगा इस 2 Ω प्रतिरोध के माध्यम से बहने वाली धारा क्या है i t 5 वर्तमान विभाजन 5 द्वारा 52 i 1t द्वारा क्या वर्तमान विभाजन 5 बटा 7 i 1t है तो क्षमा करें हम इसे स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 1240 तो इस मामले में यह 5 बटा 5 2 i1 है तो वह यह होगा कि यह वास्तव में सिर्फ 1 मिनट का एक सुधार है जिसे हम कर देगे तो बेहतर होगा कि इसे न डालें हम बस लिखते है बस इसे लिखते है i तो t 0 के लिए 203 एम्पीयर यह प्रारंभिक स्थिति है तो गलती से हमने इसे i t बना लिया है तो t बेहतर नहीं I से Refer Slide Time 1312 तो हम इसे स्पष्ट कर दे क्योंकि एक प्रेरक के माध्यम से धारा तुरंत नहीं बदल सकती है यानी I0 I0 2031 एम्पीयर यह t 0 के लिए आरंभिक बात है स्विच खुला है Refer Slide Time 1324 और i ३ स्रोत डिस्कनेक्ट हो गया है और यह चित्र में दिखाया गया है कि यह चीज़ t 0 पर स्विच खुला है तो पहले सर्किट में आएं सर्किट पहले t 0 पर स्विच खुला है स्विच खुला है इसका मतलब यह हिस्सा नहीं है यह हिस्सा नहीं है तो अगर यह हिस्सा नहीं है तो आइए देखें कि सर्किट कैसा है तो इस मामले में इस मामले में कि यह वहाँ है 3 हेनरी 3 हेनरी प्रारंभ करनेवाला है और यह 2 Ω और 5 Ω श्रृंखला में होंगे इसका मतलब है इसका मतलब यह 2 5 है Refer Slide Time 1405 यह 7 Ω है और यह 7 Ω 7 Ω समानांतर में हैं तो तुल्यांक 7 7बटा 7 7 से होगा यह वास्तव में 7 बटा 2 Ω वास्तव में 7 बटा 2 Ω है तो यह तुल्यांक 7 Ω बटा 2 Ω है तो τ होगा lR जो भी समय स्थिर आएगा L 3 हेनरी है Refer Slide Time 1435 तो इस मामले में R eq 49 बटा 4 यानी 7 बटा 2 Ω हमने उसके लिए नहीं लिखा था लेकिन यह 7 बटा 2 है इसलिए समय स्थिरांक lReq है Refer Slide Time 1448 तो 349 बटा 14 तो 6 बटा 7 सेकंड तो इस प्रकार i t I0 e t t बटा τ यह हम जानते हैं तो यह 2031 है और τ को 6 बटा 7 सेकंड के विकल्प के रूप में 2031 e t 7 t6 एम्पीयर मिलेगा तो i t इसका मतलब है i t 0645 e t 7 t बटा 6 एम्पीयर जो t 0 के लिए है तो यह एक साधारण समस्या है केवल उस dc के लिए कुछ बुनियादी होना चाहिए यदि स्विच लंबे समय तक बंद रहता है तो वह प्रेरक शॉर्ट सर्किट के रूप में व्यवहार करेगा और संधारित्र के लिए यह DC के लिए खुले सर्किट के रूप में व्यवहार करेगा यह बात ध्यान में रखनी है तो हमे आशा है कि हम इस सरल समस्या को समझ गये है Refer Slide Time 1542 तो अगला एक चित्र 22 में दिखाए गए सर्किट में है ix v x निर्धारित करना है और I को निर्धारित करना है ix यह ix है तो v x जो कि इस 3 Ω प्रतिरोध में i 3 है और i क्या यह i सभी समय के लिए है जो कि प्रेरक में एक के लिए प्रवाहित होने वाला मान है कि स्विच लंबे समय तक खुला था इस मामले में यह विपरीत दिया गया है कि स्विच लंबे समय से खोला गया था इसलिए यदि स्विच लंबे समय तक खोला गया था तो पहले उस प्रारंभिक स्थिति को देखना होगा तो हम इसे स्पष्ट कर दे इसलिए जब स्विच लंबे समय तक खुला था तो यह सर्किट होगा क्योंकि यदि स्विच लंबे समय तक खुला है यदि स्विच लंबे समय तक खुला है इसका मतलब है कि यह एक डीसी वी 100 10 वी है और प्रेरक शॉर्ट सर्किट के रूप में व्यवहार करता है इसलिए शॉर्ट सर्किट के रूप में व्यवहार करता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि यदि यह लंबे समय तक खुला रहता है तो करंट इस तरह प्रवाहित होगा और 6 Ω प्रतिरोध में कोई करंट नहीं होगा क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी इसलिए प्रारंभिक धारा ix 0 0 है और प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से प्रारंभिक धारा 2 Ω है और 3 Ω यह खुला होगा यह लंबे समय से खुला है और केवल t 0 पर ही इसे बंद किया गया था तो यह एक लंबे समय के लिए खुला था इसलिए प्रारंभिक धारा I0 100 को 23 से विभाजित किया जाएगा जो कि 20 एम्पीयर है जो कि प्रारंभिक धारा है जो प्रारंभ करनेवाला में प्रवाहित हो रही है और ix 0 उस पर 0 होगा तो चलो हम इसे स्पष्ट कर देते है और अगर हम प्रारंभिक i3 vx 0 का पता लगाने की कोशिश करते है जो 3 20 होगा तो यह 60 V होगा इसका मतलब है कि यदि यह पता लगाना है कि प्रारंभिक V आयु vx 0 क्या है तो यह 3 20 यानी 60 V Refer Slide Time 1753 यह पूरी तरह से जुड़ा हुआ है To 6 Ω पूरी तरह से अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे कोई भी जबकि जबकि स्विच खुला है लम्बे समय से और यह 2 Ω 3 Ω सामंतर में है हमने इसे इसके लिए बनाया है Refer Slide Time 1804 तो ix 0 0 हमने ix 0 प्रारंभिक के रूप में बताया और i t यह है Refer Slide Time 1810 दरअसल यह वास्तव में एक स्विच है जो इस चीज के लिए बंद था इसलिए हम लिखने के बजाय बेहतर सुझाव देते है कि हम केवल प्रारंभिक स्थिति लिखते है जिस तरह से हमने लिखा है हम 3 के साथ t नहीं लिखते है तो यह सिर्फ I0 20 एम्पीयर बनाता है और इसे एक v0 बनाता है जो कि 60 V है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह t 0 के लिए है निश्चित रूप से एक बात है जैसा कि हमने t 0 या t 0 का उल्लेख किया है तो यह यहां भी इसे सभी t 0 के लिए बना सकता है यह भी मान्य है लेकिन बस इसे I0 और vx 0 के लिए बनाएं दोनों मान्य हैं लेकिन फिर भी मैंने हमने इसे बनाया है क्योंकि जैसा कि हमने यहां उल्लेख किया है अगर हमने इसका उल्लेख किया है तो हमने इसे देखा है यदि इसमें उल्लेख किया गया है तो i t और v x t है यदि इसका उल्लेख नहीं किया गया है फिर प्रारंभिक मान डालें कि I0 तथा v0 तो और इसीलिए I0 हम इसे 20 एम्पियर लिखते है वह प्रारंभिक धारा है तो हम स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 1917 तो अब t 0 के लिए स्विच बंद है स्विच बंद है इसलिए कि i3 स्रोत शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब है जैसे ही सर्किट जब t 0 पर सर्किट यह स्विच बंद हो जाता है इसका मतलब है यह i3है यह i3स्रोत शॉर्ट सर्किट है क्योंकि यह छोटा है तो उस स्थिति में समतुल्य क्या होगा जो समतुल्य सर्किट कहलाता है तो ऐसे में क्या होगा कि यह समतुल्य सर्किट है i3 स्रोत शॉर्ट सर्किट है तो यह 3 Ω और 6 Ω रेसिस्टर समानांतर में हैं और तुल्यांक 6 3 बटा 6 3 होगा तो 2 Ω तो और यह एक हेनरी प्रेरक है Refer Slide Time 1958 तो इसका मतलब समानांतर प्रतिरोध लिखना है लेकिन साथ ही प्रेरक टर्मिनल पर यह इस R थेवेनिन को पसंद करता है जो कि 2 प्रतिरोधकों के अलावा कुछ भी नहीं है समानांतर 3 6 बटा 36 2 Ω में हैं और τ हम Lर थेवेनिन लिख रहे हैं यानी L 1 हेनरी है Refer Slide Time 2012 यहाँ L को 1 हेनरी दिया गया है और यह दिया गया है कि 2 R वेनीन 2 है तो आधा सेकंड τ आधा सेकंड के Refer Slide Time 2025 अब हम जानते हैं कि i t I0 स्रोत p सर्किट जिसे हम जानते हैं I 2 I0 e t tτ तो I0 20 और आधा इसलिए t 0 के लिए e t 2 t एम्पीयर KVL को लागू करने पर हमारे पास v x t vLt 0 है अब KVL को यहां सर्किट में लागू करें Refer Slide Time 2051 तो अगर इसे देखें कि यह v v x vL 0 है तो सर्किट में KVL लागू करें हमे इसे स्पष्ट करने दो दे Refer Slide Time 2108 अतः v x t vLt L did t तो यह L 1 हेनरी 1 है और didt इस 1 का व्युत्पन्न है तो 20 2 e t 2t तो v x t 40 e t 2 t V होगा जो t 0 के लिए है Refer Slide Time 2131 तो और ix t vLt6 क्योंकि यह जो कुछ भी i 3 मिला यह 6 Ω है और यह 6 Ω और 1 हेनरी समानांतर में हैं Refer Slide Time 2145 तो इस पार vL है तो ix सामान्य रूप से होगा vL t नहीं लिख रहा है बाद में हम देखेंगे कि इसे 6 Ω प्रतिरोध से विभाजित करने पर धारा को समझ पाते है Refer Slide Time 2203 तो इस मामले में हम ix t vLt6 लिख रहे हैं तो v vLt दिया गया है कि हमारे पास vLt L di इतना है Refer Slide Time 2219 तो v x t इतना और vLt हम लिख रहे हैं क्यों क्योंकि यहाँ यह v x t vLt और v x t को इतना मिलेगा इसका मतलब है हमारा vLt v x t तो यह वास्तव में है 40 e t 2 t इसीलिए यह चिन्ह यहाँ है तो 40 e t 2 t6 तो ix t फिर 203 e t 2 t एम्पीयर यह यह सभी समय के लिए निर्धारित है Refer Slide Time 2251 इसका अर्थ है यदि इसका उल्लेख करें तो सभी t 0 के लिए ix t 0 एम्पीयर और t 0 के ix t 203 e t 2 t एम्पीयर इस तरह से लिखना चाहिए जब सभी t का अर्थ है कि यह वास्तव में सामान्य रूप से है अनंत अनन्त तक तो इसीलिए 0 एम्पीयर के लिए यह इस तरह है t 0 और यह ix t 203 है जो हमें मिला है Refer Slide Time 2321 इसी तरह i 3 के लिए हमें वह 60 V मिला जो t के बराबर है और 40 e t 2 t समय इसका उल्लेख करते हुए v x t 60 V उल्लेख करने की कोशिश न करें तो हम मान लेंगे कि यह प्रारंभिक मान ० है लेकिन किसी भी चीज के लिए t 0 यह 60 V है इसी तरह यह भी शुरू में 20 एम्पीयर है जो सभी t 0 के लिए है और क्योंकि स्विच बंद था क्योंकि हमे लगता है कि इस मामले में यह लंबे समय तक खुला था 20 e t 2 t एम्पीयर 40 0 अगर हर समय कहते हैं तो इस तरह से उत्तर लिखेंगे इस तरह उत्तर सामान्य रूप से लिखेंगे यह है अनंत से अनंत तक जो कुछ भी टूटता है वह समय के लिए लिखें Refer Slide Time 2407 तो अगला मुझे उम्मीद है कि स्रोत कि मुझे पता है कि यह इस पर निर्भर है कि हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है वह स्रोत मुक्त सर्किट है तो आगे के लिए यह है कि एक विलक्षणता कार्य करती है क्योंकि हमें वह लेना होता है जहां सर्किट में स्रोत होता है इसलिए इससे पहले कि हम इसके बारे में जानेंगे हम सिंगुलारिटी फ़ंक्शन के बारे में जानेंगे तो सिंगुलारिटी फ़ंक्शन ऐसे कार्य हैं जो या तो बंद हैं या असंतत डेरिवेटिव हैं तो सिंगुलारिटी फ़ंक्शन की एक बुनियादी समझ हमें प्रतिक्रिया को समझने में मदद करेगी विशेष रूप से RC या RL सर्किट की चरण प्रतिक्रिया इसलिए सिंगुलैरिटी फंक्शन को स्विचिंग फंक्शन भी कहा जाता है Refer Slide Time 2458 इसलिए कभी कभी इसे वह सब कहा जाता है जिसे हमने स्विचिंग फ़ंक्शन को रेखांकित किया है और सर्किट विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी है Refer Slide Time 2507 तो सर्किट विश्लेषण में 3 सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सिंगुलारिटी फ़ंक्शन यूनिट स्टेप फ़ंक्शन हैं जो यूनिट आवेग और यूनिट रैंप हैं ये 3 कार्य एक इकाई कदम इकाई आवेग है और इकाई रैंप सभी को रेखांकित किया गया है तो इन 3 कार्यों की बुनियादी समझ फर्स्ट आर्डर सर्किट को समझने में मदद करती है Refer Slide Time 2528 तो एक स्वतंत्र DC i 3 या वर्तमान स्रोत के अचानक आने के बाद पहले हम इसे एक एक करके समझेंगे फिर हम उस पर जाएंगे कि उस समय क्या कॉल होगा कि उस समय सर्किट में स्रोत होगा क्षणिक प्रतिक्रिया देखेंगे और पाएंगे कि चीजें बहुत आसान हैं तो यूनिट स्टेप फंक्शन पहले मूल रूप से यूनिट स्टेप फंक्शन इस तरह का सिंगुलैरिटी फंक्शन स्टेप फंक्शन रैंप फंक्शन सभी चीजों का इस्तेमाल ज्यादातर सर्किट चीज के साथ साथ कंट्रोल सिस्टम में भी होता है तो इकाई चरण फलन के लिए कि t 0 के लिए u t 0 है और t 0 के लिए 1 है तो t 0 के लिए u t 0 और t 0 के लिए u t 1 है तो यह हम यूनिट फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन को परिभाषित करेंगे Refer Slide Time 2631 तो ऐसा है लेकिन यह एक बात है कि यह t 0 पर अपरिभाषित है लेकिन जब यह t 0 पर अपरिभाषित होता है तो यह 0 t 0 होता है यह 0 t 0 होता है लेकिन अपरिभाषित होता है t 0 पर जहाँ यह अचानक 0 से 1 में बदल जाता है और दूसरी बात यह है कि यह आयामहीन मात्रा है इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना है यह आयामहीन मात्रा है तो चित्र 25 इकाई चरण फलन को दर्शाता है तो यह यूनिट फंक्शन डेफ टाइम डेफ फॉर ऑल टाइम डिफाइन यूनिट टाइम फंक्शन है Refer Slide Time 2708 तो यह इकाई समय फलन है लेकिन याद रखें कि t 0 पर यह अपरिभाषित है तो इस मामले में u t परिभाषित किया गया है यह एकता है और यह इस तरह से हमने खींचा है क्योंकि t 0 के लिए यह 0 है लेकिन t 0 पर यह अपरिभाषित है तो t 0 के बजाय यदि t i 3 पर अचानक परिवर्तन होता है जो कि i 3 0 है तो क्या होगा मान लीजिए t i 3 के बजाय यदि t i 3 पर अचानक परिवर्तन होता है जहाँ i 3 0 Refer Slide Time 2747 इकाई चरण फलन को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि हम लिख सकते हैं यदि i 3 0 पे a t i 3 तो t i 3 0 के लिए t i 3 के लिए और यह 1 है t i 3 और t i 3 यह अपरिभाषित है Refer Slide Time 2803 तो 29 इंगित करता है कि u t i 3 सेकंड की देरी से है और चित्र में दिखाया गया है तो यह देरी हो रही है इसलिए देरी हो रही है इसे बनाया गया है इसे इस तरह बनाया गया है यह चीज i 3 है और यह i 3 है और यह 1 है तो यह ut i 3 है कि इसमें देरी हुई i 3 द्वारा अब अगर यह i 3 से उन्नत है तो यह कैसा दिखेगा Refer Slide Time 2836 तो अगला यह है कि यदि t i 3 पर अचानक परिवर्तन होता है तो इकाई चरण फलन बन जाता है उस स्थिति में यह t i 3 के लिए u t i 3 0 और t i 3 के लिए 1 होता है Refer Slide Time 2840 तो यह समीकरण 30 का कहना है तो यह समीकरण 30 यह इंगित करता है कि u t i 3 सेकंड से आगे है और चित्र 27 में दिखाया गया है Refer Slide Time 2857 तो यह अग्रिम है तो यह है i 3 और यह 1 है और यह फिर से मोटी रेखा है मैं नीले रंग से चिह्नित नहीं कर रहा हूं यह एक मोटी रेखा है i 3 के लिए यह i 3 0 है तो यह मोटी रेखा है और यह i 3 है और यह क्या यह u t i 3 बार है तो इकाई i 3 द्वारा उन्नत इकाई चरण फलन है तो यह u t i 3 इसका मतलब है कि u t यह नहीं समझ पाए हैं कि यह u t i 3 यह साजिश है और यह ut i 3 है यदि यह i 3 से उन्नत है तो यह प्लॉट इकाई चरण फ़ंक्शन दिखाएगा Refer Slide Time 2944 तो स्टेप फंक्शन का उपयोग आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है धारा या i 3 में अचानक परिवर्तन के लिए खेद है और इस तरह के अचानक परिवर्तन डिजिटल कंप्यूटर और नियंत्रण प्रणाली के सर्किट में होते हैं Refer Slide Time 2959 उदाहरण के लिए आइए i 3 पर विचार करें आइए हम t i 3 के लिए i 3 vt 0 और t i 3 के लिए vt v0 पर विचार करें यह समीकरण 31 है मान लीजिए यह i 3 हम इस तरह लिख रहे हैं यदि यह है 0 t i 3 और v0 t i 3 इस तरह लिख रहे हैं Refer Slide Time 3018 इसे इकाई चरण फलन के रूप में vt v0 u t i 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है हम इस चरण फलन को हल करते हैं u t i 3 t i 3 के लिए यह 0 है और t i 3 के लिए यह 1 है और गुणा किया जाता है u t अगर यह u t i 3है तो यह i 3 यह i 3 अगर इसे इस तरह दिया जाता है तो हम लिखते हैं i 3 हम जानते हैं t i 3 के लिए यह होगा यह 0 होगा तो वीटी होगा 0 और t i 3 के लिए u t u t i 3 होगा 1 तो उस स्थिति में vt होगा v0 यह हमने उससे देखा है यह हमने उससे देखा है जब t जब t i 3 u t i 3 0 तो उस स्थिति में vt 0 होगा Refer Slide Time 3118 अब हम इसे इसी तरह स्पष्ट करते है जब t i 3 u t i 3 1 इसका मतलब है यह एक होगा v0 तो इस व्यंजक को इस पूरी चीज़ के समीकरण 31 को इस रूप में लिखा जा सकता है तो यह समझ में आता है कि इस समीकरण को समीकरण 32 द्वारा दर्शाया जा सकता है Refer Slide Time 3143 तो हम इसे स्पष्ट कर दे और t पर यदि t 0 है यदि i 3 क्षमा करें यदि i 3 0 तो इस 32 को vt v0 u t के रूप में लिखा जा सकता है तो इसके साथ बस सर्किट तो चित्र 28 a i 3 स्रोत v0 u t दिखाता है और यह समतुल्य परिपथ दिखाया गया है Refer Slide Time 3202 तो यह v0 है ut का है i 3 स्रोत t 0 के लिए दिया गया है यह u i 3 है और t 0 के लिए यह v0 होगा तो यह जब स्विच की स्थिति इस तरह है तो 1 और 2 यह वास्तव में 0 है क्योंकि 1 और 2 शॉर्ट सर्किट है अगर 1 है अगर यह 1 है और 2 इस तरह बनाते हैं इसलिए यदि स्विच स्थिति क्षमा करें यदि स्विच स्थिति इस तरह है तो यह शॉर्ट सर्किट है तो उस स्थिति में हम कह सकते है कि t 0 उदाहरण के लिए तो उस स्थिति में यह कोई आउटपुट नहीं होगा i 3 कि v12 0 है कि v12 v12 vt 0 लेकिन जब स्विच की स्थिति इस से चली गई थी तो हमारा मतलब है कि जब यह जुड़ा हुआ है तो इसके बारे में भूल जाओ जब यह उस समय जुड़ा होता है v एक 2 vt v0 तो इसने इस सर्किट को v0 तैयार किया फिर हमे यह स्पष्ट करने दें कि यह यहाँ से समतुल्य सर्किट है उठाये v0 और यह एक स्विचिंग लॉजिक में बना देगा इसे स्विचिंग लॉजिक के रूप में बना देगा तो बस एक बस एक सेकंड तो इस तरह से इसे बनाया जा सकता है इसलिए i 3 स्रोत v0 u t और यह समतुल्य सर्किट है Refer Slide Time 3322 और जो कुछ भी हमने कहा वह स्पष्टीकरण दिया गया स्पष्टीकरण दिया गया है जब यह स्पष्ट है कि टर्मिना L1 और 2 शॉर्ट सर्किट हैं जो कि vt 0 है t 0 के लिए और t 0 के लिए हमने बताया कि vt v0 टर्मिनल एक पर दिखाई देता है और 2 वह है v 12 v0 Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Capacitor कैपेसिटर संधारित्र Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Path पाथ पथ Key point की पॉइंट मुख्य बिंदु